इस सप्ताह के दूसरे लेक्चर के लिए आपका स्वागत है इसलिए पिछले लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन सीमेन्टिक्स पर हमारी चर्चा शुरू की और हमने बहुत ही सरल उदाहरण लेकर हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स का निर्माण किया और शब्दों में समानता की गणना करने का प्रयास किया अब आप इस अवधारणा को अधिक औपचारिक रूप से देखेंगे कि हम ऐसे मॉडल का निर्माण कैसे करते हैं और विभिन्न एप्लीकेशन क्या हैं जिन सभी का उपयोग हम कर सकते हैं हम कुछ उदाहरण देखेंगे सबसे पहले मुझे बस एक कदम पीछे हटने दें और देखें कि हमें डिस्ट्रीब्यूशनल सीमेन्टिक्स के बारे में बात करने की आवश्यकता क्यों है इसलिए यदि मैं डिस्ट्रीब्यूशनल सीमेन्टिक्स के बिना एक वेक्टर स्पेस मॉडल के बारे में बात करता हूं तो क्या होगा इसलिए वहाँ शब्दों को हम विभिन्न एटॉमिक सिंबल्स के रूप में मानेंगे तो इससे मेरा क्या मतलब है मान लीजिए कि आपके सीमेन्टिक्स स्पेस में विभिन्न शब्द हैं जो आप अपनी शब्दावली में देखते हैं यदि आपकी शब्दावली का साइज़ V है तो इसमें 1 2 से V तक का शब्द शामिल है और मैं शब्दावली में इन शब्दों को कुछ रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूं तो मैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के बिना क्या रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं तो मैं कहूँगा कि प्रत्येक एक अलग डायमेंशन है डायमेंशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन V तक और मैं इन डायमेंशन में किसी शब्द को कैसे दर्शाता हूं मान लीजिए कि मेरे पास i शब्द है तो मैं कहूंगा इसलिए मैं इसे i वें शब्द बताता हूं यह V डायमेंशन में एक वेक्टर होगा जहां केवल i वें एलिमेंट 1 है बाकी सब कुछ 0 है इसलिए इसी तरह मैं प्रत्येक V शब्दों को एक अलग रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं जहां इंडेक्स से संबंधित केवल 1 एलिमेंट 1 होगा बाकी सब कुछ 0 होगा और इसे वन हॉट एन्कोडिंग भी कहा जाता है केवल एक प्रविष्टि 1 है बाकी सब 0 है अब तो मेरा सीमेन्टिक्स स्पेस भी है जहाँ सभी V डायमेंशन V के अलग अलग शब्दों से मेल खाते हैं अब यहाँ अंतर क्या है मैं डिस्ट्रीब्यूशन को कैप्चर नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह शब्द i वें डायमेंशन है और कुछ नहीं है अब क्या मैं इसके साथ सीमेन्टिक्स कर सकता हूं या क्या मैं इसके साथ शब्दों के अर्थ को कैप्चर कर सकता हूं प्रत्येक शब्द का एक अलग वेक्टर होता है अब मान लीजिए कि मैं पता लगाना चाहता हूं कि w i और w j w i और w k से अधिक समान हैं या नहीं तो w i w j और w i w k के बीच क्या समानता है यदि मैं इस एन्कोडिंग का उपयोग करूँ तो क्या होगा तो मैं यह पता लगाऊंगा क्योंकि यहाँ i वें एलिमेंट 1 होगा बाकी सब कुछ 0 होगा यहाँ j वें एलिमेंट 1 होगा बाकी सब कुछ होगा 0 यदि मैं डॉट प्रोडक्ट लेने की कोशिश करता हूँ तो मुझे दोनों मामलों में 0 मिलेगा भले ही आप पाते हैं कि ये 2 शब्द इन 2 शब्दों से मिलते जुलते दिख रहे हैं और यह वन हॉट एन्कोडिंग का उपयोग करने के साथ 1 समस्या है मान लीजिए कि मैं यहाँ मोटल और होटल की तरह 2 शब्द लेता हूँ और मान लीजिए कि मोटल इस इंडेक्स में होता है इसमें 1 होगा सब कुछ 0 के रूप में होगा होटल इस इंडेक्स में होता है यह 1 सब कुछ 0 है इसलिए अगर मैं इन 2 का डॉट प्रोडक्ट लेने की कोशिश करूँ तो मुझे 0 मिलेगा और अगर मैं होटल और बुक लेता हूं तो भी मुझे 0 का डॉट प्रोडक्ट मिलेगा तो यह कैप्चर नहीं करेगा कि होटल और मोटल होटल और बुक की तुलना में बहुत अधिक समान हैं अब हम डिस्ट्रीब्यूशन सीमेन्टिक्स में क्या करते हैं हम इस विचार का उपयोग करते हैं कि आप एक शब्द को उसकी कंपनी के द्वारा जानते हैं इसलिए केवल 1 और सब कुछ 0 लगाने के बजाय डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडल करने का प्रयास करें इसलिए मान लीजिए कि मैं बैंकिंग जैसा शब्द लेता हूं तो मैं इसके इंडेक्स में एक से इसे निरूपित नहीं करूंगा लेकिन मैं देखूंगा कि इसके कॉन्टेक्स्ट में अन्य शब्द क्या हैं यदि हम बात करते हैं कि यह कॉर्पस में गवर्मेंट डिपार्टमेंट प्रॉब्लम्स टर्निंग क्राइसिस यूरोप रेगुलेशंस रिप्लेस वगैरह के साथ आ रही है तो बैंकिंग का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाएगा तो अब क्या होगा इसलिए मेरे वन हॉट एन्कोडिंग के बजाय मैं अब एक डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेशन पर जाऊंगा जहां मैं बैंकिंग जैसे शब्द के लिए कहूंगा यह मान लीजिए कि यह गवर्मेंट के अनुरूप मेरा डायमेंशन है यह गवर्मेंट के साथ कितनी बार आता है मान लीजिए 2 बार इसी तरह यहाँ रेगुलेशंस कहने के लिए यह मेरा डायमेंशन है कितनी बार यह रेगुलेशंस के साथ आ रहा है तो यह मैं बैंक के लिए कर रहा हूं अब मैं इकोनमी और इसी तरह की चीजों के लिए भी कुछ ऐसा ही कर सकता हूं वे क्या पाएंगे संभवतः शब्द बैंकिंग इकोनमी में शब्द बैंकिंग और प्ले की तुलना में काफी समान डिस्ट्रीब्यूशन है हाँ इसलिए वन हॉट एन्कोडिंग के बजाय मैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं और यही इन डिस्ट्रीब्यूशन सीमेन्टिक मॉडल द्वारा किया जा रहा है अब मैं चरणबद्ध तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सिमेंटिक मॉडल कैसे बनाऊंगा तो आप एक कॉर्पस लेंगे जो कि वह चीज है जिसकी आपको आवश्यकता होती है जिसमें बहुत सारे डेटा होते हैं विभिन्न शब्दों के वाक्यों में विभिन्न उपयोग अब आप परिभाषित करने के लिए कुछ प्रीप्रोसेस करेंगे आपके टारगेट शब्द क्या हैं और क्या हैं आपके कॉन्टेक्स्ट शब्द कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट शब्द या कुछ और हो सकता है हम कुछ उदाहरण देखेंगे अब एक बार जब आप चुनते हैं कि आपके डेटा से आपके टारगेट और कॉन्टेक्स्ट क्या हैं और अगला कार्य क्या है आगे आप गिनेंगे कि विभिन्न कॉन्टेक्स्ट के साथ टारगेट कितनी बार आता है और आप इन कॉन्टेक्स्ट को कुछ वेट्स देंगे यह बस वह संख्या हो सकती है जितनी बार वह एक साथ आए या इस संख्या पर कोई फ़ंक्शन लागू हो सकता है और हम फिर से कुछ उदाहरण देखेंगे उसके लिए अब एक बार जब आप वेट्स दे चुके हैं तो आप मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं अब कुछ वैकल्पिक कदम है यदि आप इस मैट्रिक्स के डायमेंशनों को कम करना चाहते हैं क्योंकि सामान्य रूप से डायमेंशन बहुत अधिक हो सकते हैं यदि आप बड़े कॉर्पस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके कॉन्टेक्स्ट के रूप में आपके पास लाखों शब्द हो सकते हैं तो क्या आप डायमेंशन को और कम करना चाहते हैं तो एक बार जब आपके पास उस कम डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन हो तो आप शब्दों में समानता को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं तो आप रिड्यूस्ड मैट्रिक्स पर वेक्टर दूरी की गणना करते हैं और यह डिस्ट्रीब्यूशन सिमेंटिक मॉडल के निर्माण के लिए समग्र पाइपलाइन है अब यहाँ कई डिज़ाइन विकल्प हैं जो आपको बनाने पड़ सकते हैं उदाहरण के लिए हमने कहा कि हम परिभाषित करेंगे कि मेरे टारगेट शब्द क्या हैं मेरे कॉन्टेक्स्ट शब्द क्या हैं अब यह हो सकता है कि इसमें कई भिन्नताएँ हो इसलिए यह हो सकता है कि मेरे टारगेट शब्द हैं और कॉन्टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं और मैं कह रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट में यह शब्द कितनी बार आता है और इसी से मैं उसे विभिन्न वेट्स दे सकता हूं यह 1 मैट्रिक्स प्रकार है एक और वर्ड क्रॉस वर्ड हो सकता है कि यह शब्द किसी अन्य शब्द के साथ कितनी बार होता है फिर से चलते रहें तो यह शब्द कितनी बार इस शब्द के साथ कुछ ऐसी निकटता में होता है या यह विशेषण इस संशोधित संज्ञा और शब्द के साथ डिपेंडेंसी रिलेशन संज्ञा और क्रिया के साथ इसके तर्क और आदि इसलिए मेरे पास शुरू में विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स प्रकार हो सकते हैं हम केवल पहले और दूसरे पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो है मेरा शब्द टारगेट और डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट है या शब्द एक टारगेट है और शब्द कॉन्टेक्स्ट है अब एक बार मेरे पास यह मैट्रिक्स है तो अन्य डिज़ाइन विकल्प क्या हैं फिर मैं एलिमेंट्स का वेट कैसे करूं क्या मुझे उन्हें वेट करने के लिए प्रोबेबिलिटिज का उपयोग करना चाहिए क्या मुझे लंबाई नॉर्मलाईजेशन करने का उपयोग करना चाहिए TF IDF PMI पॉजिटिव PMI या पॉजिटिव PMI विद डिस्काउंटिंग वह कौन सी विधि है जिसका उपयोग मुझे अपने मैट्रिक्स में प्रविष्टियों को वेट करने के लिए करना चाहिए फिर अगर मैं डाइमेंशनलिटी रिडक्शन कर रहा हूं तो कई तरीके हैं LSA PLSA LDA भी एक प्रकार का डायमेंशन रिडक्शन तरीका है PCA आदि तो एक बार जब मैंने कर भी लिया तो मैं 2 अलग अलग वैक्टर की तुलना कैसे करूं एक बार जब मैंने इस तरह से सभी वैक्टर बनाए हैं तो क्या मुझे यूक्लिडियन डिस्टेंस कोसाइन सिमिलैरिटी या डाइस कोएफिशिएंट जैकार्ड कोएफिशिएंट वगैरह का उपयोग करना चाहिए इसलिए बहुत सारे डिज़ाइन विकल्प हैं जिन्हें आपको बनाना पड़ सकता है और प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन सीमेन्टिक्स मॉडल बना सकता है लेकिन अंतर्निहित विचार एक ही है कि आप एक बड़े कॉर्पस से डिस्ट्रीब्यूशन को कैप्चर करना चाहते हैं एक बार जब आप डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स का निर्माण कर लेते हैं तो अभी और बाद में अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं जिनका आप जवाब देने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स में अलग अलग पंक्तियाँ एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और मैट्रिक्स में अलग अलग कॉलम एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं हमने कई मापदंडों को देखा है जिन्हें हमें ठीक करने की आवश्यकता है जैसे मुझे किस प्रकार के कॉन्टेक्स्ट का उपयोग करना चाहिए किस वेटिंग स्कीमों का उपयोग किया जाता है हां और मुझे किस सिमिलैरिटी मैजर्स का उपयोग करना चाहिए और विभिन्न मॉडल इन n मापदंडों की अलग अलग सेटिंग्स हो सकते हैं आइए हम सबसे सरल मामले से शुरू करते हैं जहां शब्द टारगेट और डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट हैं अब यहाँ एक सरल उदाहरण है तो आप कुछ शब्दों को पंक्तियों और डॉक्यूमेंट को कॉलम के रूप में देख रहे हैं और प्रविष्टियाँ क्या दर्शाती हैं कि अगेंस्ट डॉक्यूमेंट d 4 में 1 बार d 7 में 3 बार d 8 में 2 बार d 9 में 3 बार डॉक्यूमेंट के अनुसार आता है ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है और इस तरह से आप बिना किसी वेट के इस शब्द अगेंस्ट का एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं बस पंक्ति की गिनती करके और यह आपको बहुत आसानी से किसी भी अलग शब्द के लिए मिल सकता है इसलिए इंफॉर्मेशन टेबल में भी प्रत्येक शब्द विभिन्न डॉक्यूमेंट में कितनी बार आता है उसके अनुसार किया गया है दूसरी ओर मान लीजिए कि आपके कॉन्टेक्स्ट शब्द हैं तो आप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी शब्द के साथ कितनी बार एक शब्द होता है तो इस विशेष मामले में इसलिए शब्द अगेंस्ट शब्द ऐज के साथ 90 बार अगेंस्ट एजेंट 39 बार और इसी तरह होता है और यह निदान बताता है कि शब्द एजेंट कितनी बार होता है तो यह गणना की जा रही है जैसे कि सह स्वयं के साथ हो रहा है तो यहाँ फिर से आप एक कॉन्टेक्स्ट विंडो को परिभाषित करेंगे यह एक वाक्य या कुछ हो सकता है और आपको पता चल जाएगा कि शब्द एयर कितनी बार अगेंस्ट के साथ आता है और ऐज ऐज के साथ आता है आदि यह आप सभी शब्द के लिए कर सकते हैं या शब्द का एक विशिष्ट सेट जिसे आपने पहले ही अपने विश्लेषण के लिए चुना है यह केवल गिनती है अब अगर मैं अपने शब्दों को कॉन्टेक्स्टों के रूप में उपयोग कर रहा हूं डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट आसान हैं क्योंकि मुझे पता है कॉन्टेक्स्ट विंडो का साइज़ क्या है यह पूरा डॉक्यूमेंट है इसलिए मैं कहूंगा कि ये शब्द डॉक्यूमेंट में हैं या नहीं और यह कितनी बार होता है अब मान लें कि मैं अब लगातार शब्दों का उपयोग कर रहा हूं अब यह सवाल आता है कि मेरी कॉन्टेक्स्ट विंडो का साइज़ क्या होना चाहिए क्या मुझे केवल 2 शब्दों के भीतर या एक पैराग्राफ के भीतर पूरे डॉक्यूमेंट के भीतर केवल कोअक्रेंस का चयन करना चाहिए और यह डिज़ाइन विकल्प है जो आप कर सकते हैं उसके आधार पर आप कुछ बहुत निकट कोअक्रेंस के आधार पर समानता को मापने की कोशिश कर रहे हैं या आप एक ही डॉक्यूमेंट में कुछ बहुत दूर कोअक्रेंस को भी अनुमति दे रहे हैं तो यहाँ पैरामीटर क्या है मेरी विंडो का साइज़ क्या है तो मैं इसे कितनी दूर तक देख रहा हूं और मेरी विंडो का आकार क्या है क्या यह आयताकार त्रिकोणीय या कुछ और है मुझे बस संक्षेप में बताने दीजिए कि विंडो के आकार से मेरा क्या मतलब है तो मान लीजिए कि मेरे पास एक शब्द w है और इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट है इसलिए मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट के आसपास इन शब्दों के साथ यह शब्द कितनी बार आता है तो मान लें कि यह पिछला शब्द है पिछले से पिछला शब्द अगला शब्द है अगले शब्द से अगला शब्द है इसलिए मेरा साइज़ है कि मैं इसके चारों ओर केवल 2 शब्दों को देख रहा हूं या उससे अधिक 3 4 आदि यह मेरा साइज़ है तो यह साइज़ है और आकार से मेरा क्या मतलब है इसलिए हमने कहा कि यह त्रिकोणीय हो सकता है तो त्रिकोणीय कुछ इस तरह होगा आयताकार कुछ इस तरह होगा त्रिकोणीय में क्या अंतर है मैं अपने टारगेट शब्द से दूर जाने पर क्या करूंगा मैं गिनती कम कर देता हूं मैं इस गिनती को कहूंगा मैं 1 मानूंगा मैं इसे 05 मानूंगा तो यह ताकत कम हो जाती है क्योंकि आप टारगेट शब्द से दूर चले जाते हैं इसी तरह यह एक हो सकता है यह 05 हो सकता है और आप इस तरह इसे एक्स्पोनेंशियल या जो भी हो कोई भी आकार दे सकते हैं उस तरह से आप उस में और बहुत अधिक कोअक्रेंस कैप्चर कर सकते हैं संदर्भ समय 1413 आप जानते हैं कि आप क्या करेंगे आप कहेंगे कि मैं प्रत्येक कोअक्रेंस साइज़ को उसी तरह गिनूंगा तो प्रत्येक का वेट 1 है या आप जो भी देते हैं यह विंडो के साइज़ और विंडो के आकार का विचार है अब हम कुछ समाचार लेख से 1 उदाहरण लेते हैं इसलिए यह मेरा पैसेज है द सस्पेक्टेड कम्युनिस्ट रेबल्स ऑन 4th July 1989 किल्ड और आदि यह मेरा पैसेज है और मैं वहां होने वाली कोअक्रेंस को कैप्चर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा मैं सबसे पहले परिभाषित करूंगा कि मेरी विंडो का साइज़ क्या है मान लीजिए मेरे पास साइज़ 5 की एक विंडो है मैं साइज़ 5 की विंडो का उपयोग करना चाहता हूं जहां मैं अपने टारगेट शब्द के दोनों ओर 2 शब्द ले रहा हूं विंडो कैसी दिखेगी उदाहरण के लिए यहाँ रेबल्स शब्द लीजिए मुझे इसकी कोअक्रेंस का पता केवल बाईं ओर 2 शब्दों और दाईं ओर 2 शब्दों के साथ लगेगा इसलिए यहाँ सस्पेक्टेड कम्युनिस्ट आते हैं और यहाँ ऑन 4th आते हैं इसी तरह जब रेबल्स यहाँ है तो सेज कम्युनिस्ट यहाँ आते हैं और हैव किल्ड यहाँ आते हैं तो ये विंडो में मेरे कॉन्टेक्स्ट शब्द हैं मैं केवल इन शब्दों के साथ आने वाले रेबल्स को परिभाषित करूंगा बाकी सब मैं नहीं करूंगा मैं 0 के रूप में गिनूंगा यह मेरी अनफ़िल्टर्ड विंडो है मैं किसी भी शब्द को फ़िल्टर नहीं कर रहा हूं संदर्भ समय 1543 मैं एक फ़िल्टर्ड विंडो का उपयोग भी कर सकता हूं जहाँ मैं शब्द को फ़िल्टर कर सकता हूँ संदर्भ समय 1548 तो ऐसा ही कुछ इसलिए मैं टारगेट शब्द के दोनों ओर 2 शब्दों को लूंगा लेकिन अब ये फ़िल्टर किए हुए हैं इसलिए उनमें स्टॉप शब्द नहीं हैं यहाँ बाईं ओर मेरे पास 2 शब्द हैं सस्पेक्टेड और कम्युनिस्ट लेकिन दाईं ओर मैं ऑन 4th और 1989 की तरह एक नंबर को हटाता हूं और मैं जुलाई और किल्ड शब्द ले रहा हूं इसी तरह यहां सेज और कम्युनिस्ट मेरी विंडो में हैं लेकिन हैव नहीं यह स्टॉप शब्द की तरह है इसलिए मैंने उसे हटा दिया है और फिर किल्ड है अप टू 65 नहीं है और सोल्जर्स है तो आप या तो फ़िल्टर्ड विंडो या अनफ़िल्टर्ड विंडो ले सकते हैं अब मैं कॉन्टेक्स्ट का वेट कैसे करूं इसलिए फिर से हम उन 2 मामलों को लेते हैं जब मेरे डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं और जब मेरे शब्द कॉन्टेक्स्ट होते हैं इसलिए जब मेरे डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट हैं तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट में किसी शब्द की अक्रेंस का वेट कैसे करना चाहिए तो इसको किस पर निर्भर होना चाहिए तो डॉक्यूमेंट में कितनी बार एक शब्द हो रहा है यह किस पर निर्भर होना चाहिए या वेट किस पर निर्भर होना चाहिए मैं डॉक्यूमेंट में एक शब्द को निरूपित कर रहा हूं और मैं एक वेट देने जा रहा हूं मान लीजिए कि यह डॉक्यूमेंट में 5 बार आता है और दूसरा शब्द सात बार आता है और अब मैं इसे कुछ वेट में परिवर्तित कर रहा हूं तो यह वेट किस पर निर्भर होना चाहिए तो विभिन्न पैरामीटर क्या हो सकते हैं जिन पर यह निर्भर हो सकता है सबसे पहले यदि कोई शब्द अधिक संख्या में आता है तो उसे उच्च वेट मिलना चाहिए तो यह वेट कितनी बार यह आता है की आनुपातिक होना चाहिए और हम इसे टर्म फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट में शब्द कितनी बार आता है यदि डॉक्यूमेंट बहुत लंबा है तो और क्या तो आप उस विंडो की गिनती ले सकते हैं तो मान लें कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट d 1 साइज़ 100 में है और मेरे पास साइज़ हजार के एक डॉक्यूमेंट d 2 है और मुझे पता है कि वर्ड 1 d 1 में 5 बार आता है और यह d 2 में दस बार आता है तो मैं बस यह नहीं कह सकता कि डॉक्यूमेंट d 2 में वर्ड 1 का उच्च वेट है क्योंकि डॉक्यूमेंट d 2 स्वयं बहुत लंबा है इसलिए वेट को डॉक्यूमेंट की लंबाई के विपरीत अनुपात में होना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट की लंबाई बढ़ने से वेट भी कम होना चाहिए और दूसरा उपाय क्या हो सकता है एक और उपाय बहुत महत्वपूर्ण है आप यह भी जान सकते हैं कि क्या आपने कुछ सूचना बहस विषयों के बारे में सुना है इसे इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है तो यह IDF इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है और विचार क्या है इसलिए विचार यह है कि यदि मेरे कॉर्पस के माध्यम से कई डॉक्यूमेंट में कोई शब्द आता है और यदि कोई शब्द केवल चुनिंदा डॉक्यूमेंट में आता है तो मुझे वेट अधिक किसे देना चाहिए तो मान लीजिए कि मेरा शब्द w 1 इस डॉक्यूमेंट में 5 बार आता है और w 2 सात बार आता है लेकिन मान लीजिए कि मुझे यह भी पता चलता है कि w 1 केवल 3 डॉक्यूमेंट में आता है और w 2 50 डॉक्यूमेंट में आता है मैं इन 2 शब्दों की प्रकृति के बारे में क्या कह सकता हूं इसलिए एक बात मैं कह सकता हूं कि w 2 संभवतः एक बहुत ही सामान्य शब्द है और w 1 बहुत ही विशिष्ट शब्द है यह एक सामान्य शब्द है और यह एक विशिष्ट शब्द है इसलिए विचार यह है कि विशिष्ट शब्द में सामान्य शब्द की तुलना में डॉक्यूमेंट के बारे में अधिक जानकारी हो सकती है क्योंकि कई अलग अलग डॉक्यूमेंटों में सामान्य शब्द हो सकता है इसलिए मैं w 1 को एक उच्च वेट देना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत कम डॉक्यूमेंट में आता है और यहां आया हुआ है इसका मतलब है कि मैं उस डॉक्यूमेंट की संख्या जिसमें वह आता है से विभाजित करके एक आनुपातिक वेट दूंगा इसलिए मैं इसे डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कह सकता हूं यदि डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी अधिक है तो मैं इसे एक छोटा वेट देता हूं ये 3 अलग अलग पैरामीटर या कारक हैं जिन पर मेरा फ़ंक्शन बिट निर्भर करेगा कि किसी डॉक्यूमेंट में कोई शब्द कितनी बार दिखाई देता है फिर डॉक्यूमेंट में कितने शब्द होते हैं और एक शब्द कितने अलग अलग डॉक्यूमेंट में होते हैं और जैसा कि हमने देखा इसका वेट डॉक्यूमेंट में कितनी बार दिखाई देता है के अनुपात में होना चाहिए अन्य 2 कारकों के विपरीत अनुपात होना चाहिए और कई अलग अलग इंडक्शन फ़ंक्शन हैं जो प्रस्तावित किए गए हैं ताकि इन सभी विचारों को ध्यान में रखें और एक बहुत ही सामान्य उपाय TF IDF का उपयोग किया जाए अर्थात मैं फ्रीक्वेंसी F i j गुना लॉग ऑफ n बाय n j के आनुपातिक का वेट देता हूं तो n j डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है इसलिए यदि यह अधिक है तो मैं इसे एक छोटा वेट देता हूं और जहां t डॉक्यूमेंट की लंबाई के साथ आने वाला डॉक्यूमेंट है इसलिए क्योंकि एक बार जब मैं प्रत्येक टर्म के लिए t f IDF की गणना करता हूं तो मैं डॉक्यूमेंट में L2 मानदंड लेता है इसलिए डॉक्यूमेंट में यदि बहुत सारे टर्म हैं तो व्यक्तिगत वेट्स कम हो जाएगा यह TF IDF नामक 1 बहुत ही आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला इंडक्शन फ़ंक्शन है मैं देखता हूं कि डॉक्यूमेंट में कितने बार वह शब्द आते हैं और वैसे कितने अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं इसलिए 1 बात उनके पास कई भिन्नताएं हैं जो इस फ़ंक्शन के लिए प्रस्तावित हैं यह सबसे सरल फ़ंक्शन है जिसे TF IDF के नाम से जाना जाता है और अंत में हमें L 2 मानदंड लेना होगा यह कुछ ऐसा है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि मुझे आखिरकार एक ही डॉक्यूमेंट में सभी विभिन्न वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना है इसलिए कि कुछ स्क्वायर मिलकर 1 बनेंगे तो अब मान लीजिए कि मैं डॉक्यूमेंट के बजाय शब्दों को मेरे कॉन्टेक्स्ट के रूप में लेता हूं तो मैं किस दिलचस्प वेइंग फ़ंक्शन का उपयोग कर सकता हूं एक उदाहरण लेते हैं तो यहाँ मेरा टारगेट शब्द है डॉग दोनों ही मामलों में कॉन्टेक्स्ट शब्द स्मॉल है और डॉमेस्टिकेटेड मेरे कॉन्टेक्स्ट के रूप में 2 अलग अलग शब्द हैं और आपको यहाँ दिखाया गया है तो टार्गेट शब्द की फ्रीक्वेंसी समान है हाँ लेकिन एक मामले में कॉन्टेक्स्ट शब्द स्मॉल है स्मॉल की फ्रीक्वेंसी 490580 है और डॉमेस्टिकेटेड की 980 फ्रीक्वेंसी है इसलिए आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह शब्द स्मॉल बहुत सामान्य है और डॉमेस्टिकेटेड बहुत विशिष्ट शब्द है अब मान लीजिए कि मुझे उनके कोअक्रेंस का पता चलता है कि डॉग स्मॉल के साथ 855 बार आता है और डॉग डॉमेस्टिकेटेड के साथ 29 बार आता है अब मेरा सवाल यह है कि मुझे किस नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए यह दर्शाने के लिए कि डॉग कितनी बार स्मॉल और डॉमेस्टिकेटेड जैसे शब्द के साथ आता है इसलिए अगर मैं कोई वेट्स नहीं देता हूं तो यहां क्या होगा मैं कहूंगा कि डॉग बहुत ज्यादा बार स्माल के साथ आता है 855 बार और डॉग बहुत कम बार डॉमेस्टिकेटेड के साथ आता है 29 बार लेकिन यह पूरी तस्वीर कैप्चर नहीं करता है पूरी तस्वीर क्या है डॉमेस्टिकेटेड शब्द बहुत ही दुर्लभ शब्द है यह केवल 900 डॉक्यूमेंट में आता है जिसमें से 30 डॉक्यूमेंट में डॉग के साथ आता है स्मॉल 490000 डॉक्यूमेंट में आता है जिसमें से केवल 855 डॉक्यूमेंट में यह डॉग के साथ आता है तो क्या मैं इस विचार का उपयोग कर सकता हूं कि यदि कोई शब्द दुर्लभ शब्द है तो उसकी कोअक्रेंस टारगेट शब्द के साथ यदि शब्द बहुत सामान्य शब्द है की तुलना में अधिक वेट्स होना चाहिए अर्थात क्या मैं व्यक्तिगत शब्दों की फ्रीक्वेंसी का उपयोग तब भी कर सकता हूं जब मैं उनकी कोअक्रेंस को वेट्स देता हूं और विभिन्न एसोसिएशन मेजर्स का उपयोग करते समय हम यही करते हैं मैं कॉन्टेक्स्ट को विभिन्न वेट्स देता हूं और विचार यह है कि जितना टारगेट और कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट कम फ्रीक्वेंट होगा उतना ही उनकी कोअक्रेंस संख्या को आप ज्यादा वेट्स देते हैं इस मामले में क्या होगा इसलिए क्योंकि मेरा कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट यहां डॉमेस्टिकेटेड में कम फ्रीक्वेंट है इसलिए डॉग के साथ उनकी अक्रेंस को अधिक वेट दिया जाना चाहिए इसलिए फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट स्मॉल के साथ कोअक्रेंस यहाँ कम जानकारीपूर्ण होगी जो कि दुर्लभ शब्द डॉमेस्टिकेटेड के साथ कोअक्रेंस ज्यादा जानकारीपूर्ण है और ऐसे विभिन्न उपाय हैं जो इस बात को कैप्चर करते हैं जैसे म्यूच्यूअल इंफॉर्मेशन बहुत लोकप्रिय उपाय है और लॉग लाइक्लीहुड रेश्यो वगैरह यह कैप्चर करने की कोशिश करते हैं इसलिए जिन शब्दों के बीच मुझे कोअक्रेंस का पता लगाना है वे कितने सामान्य और दुर्लभ हैं और वे कितनी बार एक साथ आए हुए हैं इसलिए वे इन दोनों को एक ही फ़ंक्शन में उपयोग करने का प्रयास करते हैं 2 अलग अलग शब्दों के लिए पॉइंटवाइज म्यूच्यूअल इंफॉर्मेशन के लिए फ़ंक्शन क्या है w 1 w 2 मैं म्यूच्यूअल इंफॉर्मेशन में पता लगाऊंगा क्या संभावना है कि वे एक साथ कॉर्पस में कोअक्र हुए मैं इसे इस बात से विभाजित करूंगा कि क्या संभावना है कि वे एक साथ कोअक्र हुए होंगे कि वे स्वतंत्र रूप से अकर हुए थे तो यह म्यूच्यूअल इंफॉर्मेशन मुझे बताती है मुझे देखने से कितनी जानकारी मिलती है वे कितनी बार कोअक्र हो रहे हैं वह मुझे उनके रेंडम कोअक्रेंसेस द्वारा प्राप्त नहीं होगा तो वह फार्मूला है तो कॉर्पस में उनकी कोअक्रेंस की संभावना जो है उसे कॉर्पस में उनकी कोअक्रेंस की संभावना अगर वे स्वतंत्र थे से विभाजित करूंगा तो अब हम कैसे स्वतंत्र रूप से कॉर्पस में उनके होने की संभावना को कैप्चर करते हैं यही मैं कहूंगा कि w 1 की होने की संभावना और उन समयों में w 2 इस संभावना के साथ फिर से हो सकती है तो यह w 1 की होने की संभावना गुना w 2 की होने की संभावना होगी तो यह एक ऐसा फ़ंक्शन है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं w 1 w 2 के एक साथ होने की संभावना को w 1 की होने की संभावना गुना w 2 की होने की संभावना से विभाजित किया जाता है और मैं उसका एक लॉग लूँगा और कॉर्पस में 2 शब्दों के लिए अक्रेंस की संभावना गुना वह कितनी बार एक साथ हुए थे मैं कैसे कैप्चर कर सकता हूं यह एक सरल कोअक्रेंस गणना जिसे n द्वारा विभाजित किया जाए वह होगा N यहां विभिन्न कॉन्टेक्स्टों की व्याख्या करेगा जिन्हें आप देख सकते हैं या यह विभिन्न टोकन की संख्या भी हो सकती है जो आपके डेटा में है इसी तरह से शब्द w की प्रोबेबिलिटी कॉर्पस बहुत सरल है यह यूनीग्राम मॉडल है जितनी बार यह शब्द आता है उतने अलग अलग टोकन जो आपने देखे हैं से विभाजित होता है PMI में कुछ मामलों में क्या होगा वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज पर भी जा सकता है तो वहाँ क्या भिन्नताएं हैं तो आप केवल पॉजिटिव वैल्यूज का ही उपयोग कर सकते हैं और इसे पॉजिटिव PMI PPMI कहा जाता है इसलिए जहां केवल वे वैल्यूज जो 0 से अधिक हैं वे लिए जाते हैं बाकी सब कुछ 0 में परिवर्तित हो जाता है अब इस म्यूच्यूअल इंफॉर्मेशन के दृष्टिकोण में एक समस्या है कि यह कुछ इनफ्रीक्वेंट इवेंट्स के प्रति बायस्ट होता है तो याद रखें कि हम म्यूच्यूअल इंफॉर्मेशन के इस विचार में क्यों आए थे हम उन घटनाओं को अधिक वेट देना चाहते थे जो अक्सर नही होते हैं यदि 2 शब्द दुर्लभ हैं तो हम उनके एसोसिएशन को एक उच्च वेट देना चाहते थे लेकिन क्या होगा यदि 2 घटनाएँ 2 शब्द बहुत दुर्लभ हैं तो उन्हें कुछ उच्च वेट मिल सकता है इसलिए एक विशेष मामले में मान लीजिए कि हम एक परिदृश्य के बारे में सोचते हैं कि w i और w j कॉर्पस में उतनी ही बार आते हैं जितनी बार w i w j एक साथ आते हैं अब इस मामले में संभावना या म्यूच्यूअल इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना है तो w i w j के बीच का PMI लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी w i w j है जिसे मैं प्रोबेबिलिटी w i गुना प्रोबेबिलिटी w j द्वारा विभाजित करुंगा और मान लीजिए कि सभी 3 बराबर हैं तो क्या होगा यह रद्द हो जाएगा तो यह लॉग 1 बाय p w i होगा तो यह क्या कह रहा है कि अगर ये 3 बराबर हैं तो PMI अधिक होगा अगर PMI कम है तो तुरंत घटनाओं के पक्ष में बायस्ट होता है जो छोटे होते हैं या शब्द जो बहुत कम आते हैं तो आप 2 परिदृश्यों के बारे में सोच सकते हैं जहां यह सभी 3 संभावनाएं 1 बाय 100 या बनाम ये सभी 3 संभावनाएं 1 बाय 10000 हैं इसलिए या तो हम चाहेंगे कि एसोसिएशन दोनों मामलों में एक ही हो लेकिन इस फॉर्मूले में क्या होगा संभावना कम होने पर एसोसिएशन ऊंची हो जाती है और यह वांछित नहीं है तो यह एक समस्या पैदा करेगा जब उनकी अपनी संभावनाएं बहुत कम हैं यह तुरंत PMI बहुत अधिक बन जाएगा हो जाएगा और एक और मामला है जहाँ आप देख सकते हैं कि यदि शब्द w j केवल एक बार कॉर्पस में होता है और यह उस समय में w i के साथ भी होता है तो क्या होगा तो P w I w j और P w j यहां भी समान हो जाएंगे क्योंकि मैं कह रहा हूं वह w j एक बार w i के साथ भी होता है तो P w j 1 बाय n होगा और P w i w j भी 1 बाय n होगा इसलिए अगर मैंने इसे यहां रखा तो यह फिर से इस फार्मूला के रूप में सामने आएगा इसका मतलब यह है कि यह PMI w i पर निर्भर करेगा अगर w i फ्रिक्वेंट है तो PMI कम होगा अगर यह दुर्लभ है तो यह उच्च हो जाएगा मेरा मतलब है कि यह वांछित नहीं है इस समस्या का मूल्यांकन करने के लिए इसलिए वे 2 अलग अलग चीजें हैं जो आप कर सकते हैं एक यह है कि आप संभवतः उन सभी शब्दों को आगे बढ़ाना शुरू कर सकते हैं जिनमें बहुत कम अक्रेंसेस हो रही हैं इसलिए सभी शब्द जो 2 या 3 बार से कम हो रहे हैं आप उन सभी को अपने डेटा से एक साथ निकाल सकते हैं और जो शब्द इससे अधिक बार आ रहे हैं उनके लिए यह समस्या उतनी बुरी नहीं होगी लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप बहुत ही इनफ्रीक्वेंट वर्ड्स शब्द पर भी ध्यान दे सकते हैं तो आपको क्या करना पड़ सकता है आपको किसी प्रकार के बायस पर विचार करना पड़ सकता है क्या विचार है पैंटल और लिन द्वारा प्रस्तावित ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्काउंटिंग फैक्टर्स हैं तो यह क्या कहता है कि आप PMI वैल्यू को इस डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ गुणा करते हैं जो कि f i j डिवाइडेड बाय f i j प्लस वन गुना मिनिमम ऑफ f i f j डिवाइडेड बाय मिनिमम ऑफ f i f j प्लस 1 है तो अब क्या होगा इसलिए आप इसे PMI के साथ गुणा करेंगे तो यदि किसी घटना की फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है तो यह कारक छोटा हो जाएगा तो यहाँ इसी तरह के 2 मामले लेते हैं एक जहाँ f i f j और f i j बराबर है सभी 1 के बराबर है दूसरा जहाँ f i f j और f i j बराबर है सभी 10 के बराबर हैं इतना दुर्लभ नहीं तो पहले मामले में डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 गुना 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 1 बाय 4 होगा इस मामले में यह 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 गुना 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 100 बाय 121 होगा तो यह 100 को 121 से विभाजित करेगा इसलिए यहां डिस्काउंटिंग फैक्टर बहुत अधिक होगी इसलिए यहां आप PMI को 025 से गुणा करेंगे यहां आप लगभग 08 से गुणा करते हैं और यह उन समस्याओं का ख्याल रखता है जिनके बारे में हमने इनफ्रीक्वेंट घटनाओं के साथ बात की थी जब कभी भी इनफ्रीक्वेंट घटनाएं होंगी PMI बहुत अधिक हो जाएगा इसलिए यदि आप इस डिस्काउंटिंग फैक्टर का उपयोग करते हैं तो यह फिर से एक उचित वैल्यू पर वापस आ जाएगा और यह कोई समस्या पैदा नहीं करेगा जब घटनाएं इतनी दुर्लभ नहीं होती हैं यहां 1 उदाहरण है कि इस PMI को लेने से आपको किस तरह का वेक्टर मिलता है तो बाएं हाथ की तरफ आपके पास है इसलिए यहां क्या किया जाता है आप एक बड़े कॉर्पस को ले रहे हैं और अलग अलग शब्दों के लिए यह पता लगा रहे हैं कि वे अन्य वैक्टर कौन से हैं जिनमें मुझे उच्च PMI वैल्यूज हैं और फिर आप कुछ नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं इस प्रकार सभी PMI वैल्यू इस पाठ्यक्रम पर दिए गए शब्द के लिए 1 है तो आप यहाँ क्या देखते हैं अगर मैं पेट्रोलियम जैसा शब्द लेता हूं तो आपको ऑयल गैस क्रूड बैरल एक्सप्लोरेशन जैसे शब्द मिलते हैं जो बहुत उच्च PMI वैल्यूज वाले होते हैं ड्रग के साथ आपको ट्रैफिकिंग कोकीन नारकोटिक्स जैसे शब्द मिलते हैं इंश्योरेंस के साथ इंश्योररस प्रीमियम लॉयड्स जैसे शब्द फॉरेस्ट के साथ आपको टिंबर ट्रीज लैंड जैसे शब्द मिलते हैं और रोबोट के साथ रोबोटिक्स आपको रोबोट ऑटोमेशन वगैरह जैसे शब्द मिलते हैं और यह सब इस PMI फ़ंक्शन को इस कॉर्पस पर डालकर सामने आ रहा है जहां विभिन्न शब्दों और वाक्यों को एक साथ रखा गया है मैं इस फ़ंक्शन की गणना कर रहा हूं और एक शब्द के लिए खोज रहा हूं जो समान शब्द हैं और आप देख सकते हैं कि यह बहुत अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा है कि दूसरे बहुत समान शब्द क्या हैं जैसे कि रोबोटिक्स जैसे शब्द से शुरू होकर आपको रोबोट और ऑटोमेशन जैसे शब्द मिलते हैं लेकिन फॉरेस्ट जैसे शब्द से आपको तुरंत ट्रीज वगैरह जैसे शब्द मिलते हैं और इससे आपको अच्छा आभास मिल सकता है कि आप इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से 2 शब्द कितने समान होते हैं या 2 शब्द कितने भिन्न होते हैं यह कैप्चर कर सकते हैं और कुछ एप्लीकेशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं तो मैं यहाँ से अगले लेक्चर के लिए शुरू करूँगा और हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ बहुत ही दिलचस्प एप्लिकेशन जैसे टर्म इनफॉरमेशन रिट्रीवल के लिए उपयोग कर सकते हैं मैं समस्या को परिभाषित करूंगा और देखूंगा कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं